विपणन अनुसंधान और विश्लेषण के सत्र में आपका स्वागत है पिछले सत्र में हमारे पास है परिकल्पना के बारे में चर्चा की हमने परिकल्पना का विषय पेश किया था तो वास्तव में परिकल्पना में क्या है और यह किसी भी शोधकर्ता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है तो परिकल्पना है मूल रूप से जैसा कि हम समझते हैं कि एक धारणा है इसलिए आम तौर पर हम कहते हैं कि मैंने परिकल्पना की है कि यह है होने जा रहा है मेरी परिकल्पना है कि आज बारिश हो सकती है या मेरी यह परिकल्पना है कि यह नया है मशीन पुरानी मशीन से बेहतर काम करेगी तो ये मूल रूप से इसका मतलब है कि बात है नहीं हुआ और हम भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं हम सकारात्मक या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं नकारात्मक अधिकार इसलिए परिकल्पना मूल रूप से एक धारणा है जैसा कि हम समझते हैं तो सवाल यह है कि जब हमने ऐसा किया हम कहते हैं कि मूल रूप से दो प्रकार की कोई परिकल्पना होती है तो अशक्त और वैकल्पिक रूप से इसलिए मूल रूप से हमने कहा कि वह है जहां शोधकर्ता मूल को बनाए रखता है यथास्थिति का मतलब है कि कुछ ऐसा होगा जो सामान्य रूप से सही हो रहा है या यह एक मामला है उसके बराबर का मतलब है कि दो चीजें बराबर हैं और जब तक हमने इसे साबित नहीं किया है तो नल कहता है वे इसके बराबर हैं इसलिए यह मूल रूप से ऐसा मामला है इसलिए यह कहता है कि यह मामले के बराबर है तो चलो हम कहते हैं कि दो समूहों का मतलब समान है या दो लोगों की बुद्धि समान या समान है सही अतः समान शब्द शून्य में आते हैं दूसरी ओर वैकल्पिक कुछ है जो अशक्त नहीं है या अशक्त के खिलाफ आप कह सकते हैं तो मान लीजिए शोधकर्ता कहते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि दो लोग बुद्धिमान हैं या नहीं वही इसलिए शून्य कहता है कि यह समान है और वैकल्पिक कहता है कि वे समान नहीं हैं इसलिए वे समान नहीं हैं तो यह बराबर का मामला है ठीक नहीं के बराबर का मामला है और सबसे महत्वपूर्ण है बात यह है कि ज्यादातर शोधकर्ताओं के साथ यह कहना है कि हम इस अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करना चाहते हैं शून्य परिकल्पना को अस्वीकार या अस्वीकार क्यों करना चाहते हैं प्रश्न बहुत ही सरल है क्योंकि कोई भी शोधकर्ता अगर यथास्थिति के साथ स्वीकार करना चाहता है तो क्या क्या हो रहा है तो एक शोध करने की बात क्या है तो क्रम में है एक परिणाम जो महत्वपूर्ण या प्रभावी है कि क्या आप उन मामलों में इसके प्रभावी को जानते हैं हमेशा की तरह अधिक महत्वपूर्ण बात की जाँच करना हमारे लिए सही है यही कारण है कि यदि आप पढ़ते हैं शोध पत्र कृपया उन परिकल्पना को समझें जो आप उन शोध पत्रों पर लिखते हैं शोध पत्र मूल रूप से वे शून्य परिकल्पना नहीं हैं जो वे विकल्प हैं परिकल्पना सही है यह वह परिकल्पना है जो शोधकर्ता वास्तव में दावा या जाँच करना चाहता है ठीक है अब हम पिछले सत्र में परिकल्पना परीक्षण के दौरान इस विषय पर चर्चा करते हैं जिसकी मैंने चर्चा की थी परिकल्पनाओं की जांच करने के लिए मूल रूप से कई चरण हैं तो क्या कदम हैं इसलिए पहले हम एक एक सामान्य वितरण की बुनियादी मान्यताओं के लिए जाँच करना है इसलिए एक सामान्य की मान्यताओं वितरण अधिकार जिसका अर्थ है कि डेटा सामान्य तरीके से व्यवहार करता है ठीक इसके समान व्यवहार करता है सामान्य वितरण अधिकार फिर हमने कहा कि आपको यह जानने की जरूरत है कि एक परीक्षण की पूंछ एक दिशा की एक परीक्षण दिशा की दिशा है सही परीक्षण तो यह एक पूंछ एक या दो पूंछ परीक्षण ठीक है तो हमने कहा कि शोधकर्ता होना है सुनिश्चित करें कि वह किस स्तर का महत्वपूर्ण काम करना चाहता है इसके लिए महत्वपूर्ण स्तर अभी तय करना है शोधकर्ता अब जब मैं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण स्तर एक इसे α सही समझ सकता है इसलिए यदि आप α को याद करते हैं तो हमने कहा कि यह मौका है कि एक परिकल्पना जो सही है वह अभी भी होगी सही खारिज एक सही परिकल्पना को खारिज करने की संभावना को α कहा जाता है बल्कि दूसरी तरफ जो है एक झूठी परिकल्पना को स्वीकार करने का मौका ठीक था इसलिए एक बार जब हम महत्वपूर्ण करते हैं तो हम सांख्यिकी की गणना करें अब उसका आँकड़ा क्या है अब आँकड़ों का मतलब है कि हम z या t आँकड़ा कहते हैं ठीक है z या t आँकड़ा की गणना करें तो इसका अर्थ है कि हम कैसे गणना करते हैं अब z ने कहा था कि अगर आप जो भी देखते हैं उसे z या t याद रखें यदि आप x के बराबर हैं जो x μ मानक पर सही है त्रुटि ठीक यही सूत्र था तो वही बात केवल टी के लिए भी लागू होगी और वितरण के बीच अंतर मैं समझाऊंगा कि आपके साथ शुरू करना है यह समझ लें कि z वितरण या z परीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब नमूना आकार बड़ा होता है ठीक t का उपयोग किया जाता है t है इस्तेमाल किया जब नमूना आकार छोटा है या 30 तक ठीक है 30 यदि आपका नमूना आकार 30 तक छोटा है तो हम टी परीक्षण का उपयोग करेगा ठीक है हमें देखते हैं इसलिए एक बार जब आपने स्टैटिस्टिक्स के साथ अंतिम चरण आता है तुलना करने के लिए कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहां लिखूंगा तो यह दिखाई नहीं देगा शायद मैं इस पर लिखूंगा इस बिंदु को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए इसकी दृश्यता वहाँ होगी तो पांचवें बिंदु की तुलना करता है आँकड़ा z आँकड़ा z या t सांख्यिकीय महत्वपूर्ण मूल्य के साथ अब महत्वपूर्ण मूल्य कुछ है आप किसी भी पुस्तक के अंत में z या t तालिका से पा सकते हैं या आप Google को केवल बाहर कर सकते हैं और आप कर सकते हैं अब यह रूपरेखा है तो मुझे इसके माध्यम से जाने दो इसलिए हम परिकल्पना के तर्क में शामिल हो रहे हैं परीक्षण इसलिए पांच कदम मॉडल जो मैंने अभी कहा इसलिए एकल नमूना साधनों के लिए परिकल्पना परीक्षण एक नमूना या यह एक से अधिक नमूने हो सकते हैं नमूना अनुपात मूल रूप से परिकल्पना है जब आप z या t के बारे में बात करते हैं तो समझने के दो तरीके हैं परिकल्पना परीक्षण कॉल है साधन या अनुपात के परीक्षण के रूप में इसका क्या मतलब है यह कहता है कि यह साधनों की परीक्षा है या अनुपात जिसका अर्थ है दो हमें समझने दें हमें मूल अर्थ पर जाने दें परिकल्पना परीक्षण वास्तव में क्या कहता है एक परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से हम वास्तव में कोशिश कर रहे हैं कहते हैं कि नमूना माध्य और जनसंख्या माध्य या के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है वहाँ उतना महत्वपूर्ण अंतर नहीं है जितना अच्छा हैइसका मतलब है कि अगर मैं अभी भी इसे जानता हूं तो आप इसे तोड़ देंगे प्राथमिक स्तर इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि एक नमूने का मतलब है कि यह नमूना कहां से आता है विशेष जनसंख्या या नहीं नमूना जनसंख्या का एक हिस्सा है या यह कुछ अन्य नमूना है यह है जनसंख्या से संबंधित नहीं हम वास्तव में किसी भी परिकल्पना में इस बात को सही तरीके से परखने की कोशिश कर रहे हैं परीक्षण इसलिए लेकिन सवाल यह है कि हम इसे माध्य अधिकार की शर्तों से समझ रहे हैं इसलिए हम इसे माध्य की शर्तों से जाँच सकते हैं कि सामान्य वितरण में क्या हो रहा है ठीक है मूल रूप से हम क्षुद्र अधिकार के बारे में परेशान हैं इसीलिए अगर हम नमूने का मतलब लेते हैं और हम नमूना जनसंख्या का नमूना लेते हैं मतलब है और फिर हम कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि कुछ संबंध है या नहीं या अगर वहाँ है लगता है यह संयोग से कुछ है या यह योग है यह ऐसा है कि बार बार ऐसा होगा इसलिए एक का मतलब है कि दूसरे का परीक्षण है जैसा कि मैंने कहा है कि अनुपात का परीक्षण सही है इसलिए हम अनुपात गणित से सही समझें तो अनुपात कुछ ऐसा है जो पी और क्यू के रूप में है सही तो यह मूल रूप से अनुपात है हम सही कहते हैं कि क्या हो रहा है हम ठीक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई मतलब नहीं है और हमारे पास केवल एक विचार है ठीक है यह कितनी प्रतिशत आबादी है या है ऐसी स्थितियां नहीं हो सकती हैं क्या हम परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं हाँ इसलिए उन मामलों में जब आप आप अनुपात ठीक उपयोग कर सकते हैं मतलब नहीं है आइए हम देखें कि मेरे पास एक उदाहरण है जो मैं दिखाऊंगा आप तो चलिए हम बताते हैं परिकल्पना परीक्षण महत्वपूर्ण अंतरों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसा कि मैंने कहा कि इससे नहीं हुआ था यादृच्छिक मौका है इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण अंतर है तो हम कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण है जनसंख्या माध्य और जनसंख्या माध्य के बीच का अंतर और हम कहते हैं कि नमूना माध्य दो हम ठीक कहते हैं अब हम कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण अंतर जो घटित होगा वह नहीं है कुछ मौका तत्व के कारण ऐसा हुआ है वास्तव में ऐसा दावा करने या करने के लिए सही हुआ है इस परीक्षण हम सही परिकल्पना परीक्षण कर रहे हैं तो दो तीन प्रकार के परीक्षण मूल रूप से ठीक हैं अब यदि आप मुझे इसे बंद कर देते हैं तो मुझे नहीं मिल रहा है अंतरिक्ष इसलिए मूल रूप से मैंने कहा था कि z और t ये दोनों कमोबेश एक ही चीज़ हैं यदि आप किसी भी स्टैटिकली सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ को देखने से आपको az टेस्ट नहीं दिखेगा क्योंकि यह है कि z है कुछ भी नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि यह केवल टी का विस्तार है इसलिए केवल एक चीज यह है कि टी छोटा है और यह है यह एक बड़ा अधिकार है इसलिए यह 30 के आसपास है जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा क्या होता है कि वितरण कैसा दिखता है जैसे अब अगर आप वितरण पर टी वितरण करते हैं तो वक्र कुछ इस तरह से ठीक है मेरा मतलब है कि अगर आप जिस कर्टोसिस को देखते हैं उसका मतलब है कि आप ऊंचाई के कुर्तोसिस को जानते हैं वक्र का शिखर n t परीक्षण t वितरण अधिक चापलूसी z की तुलना में अधिक चापलूसी है z वितरण का वितरण कम या ज्यादा होता है यह प्रकृति में सामान्य है लेकिन t अधिक सपाट और है अंत में टेप करना तो इस स्थिति में क्या होता है मूल रूप से क्या हो रहा है जब ऐसा है जब आप उदाहरण के लिए नमूना आकार की संख्या बढ़ाते हैं तो ठीक है तो जैसा चल रहा है सैंपल साइज़ बढ़ाने से t अज़ हो जाता है इसलिए इसका मतलब है कि t और z शायद ही होगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप नमूना आकार 30 से बढ़ाते हैं तो हमें 40 50 70 80 90 100 जो भी हो स्वतः ही t और z कमोबेश एक जैसे ही दिखाई देंगे एक बुनियादी समझ है तो ठीक है अब मैं कह रहा था कि हम मूल रूप से क्यों बात करते हैं टी टेस्ट के बारे में जो हम कर रहे हैं वह सही है टी टेस्ट फिर से है तीन में से तीन मूल रूप से हैं परीक्षण एक को एक नमूना टी परीक्षण कहा जाता है ठीक है दूसरा स्वतंत्र नमूना है टी परीक्षण ठीक है तीसरा है निर्भर नमूना टी परीक्षण ठीक है इसलिए टी परीक्षण आप कह सकते हैं कि तीन प्रकार के परीक्षण हैं सही टी परीक्षण एक नमूना टी परीक्षण के संदर्भ में समझाया जा सकता है दो नमूना या स्वतंत्र सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट अभी इसका क्या मतलब है कि एक सैंपल कब है आपके पास केवल एक नमूना है जब आपके पास केवल एक नमूना है और आप अपनी तुलना करना चाहते हैं फिर से नमूने की तुलना करने के लिए आप क्या तुलना करेंगे ताकि आप इस एक नमूने की तुलना करेंगे इस नमूने का मतलब है कि आप कुछ काल्पनिक के खिलाफ तुलना करेंगे परिकल्पना का मतलब सही है तो इसका मतलब है कि जब आप नमूने का एक समूह मिला है तो हमें कहने दें एक खंड या एक वर्ग जिसे आप चाहते हैं के समूह के लोगों की बुद्धि या स्कोर जाँचें कि आप माध्य सही जाँच रहे हैं तो आपने पाया कुछ मतलब है कि हमें 60 या कुछ ठीक है अब यह 60 है जनसंख्या से काफी अलग मतलब है या नहीं कि आप कैसे जानते हैं और यह जानना चाहते हैं ऐसे मामले जो हम करते हैं मूल रूप से हम इसकी तुलना परिकल्पित जनसंख्या के अधिकार से करते हैं इसलिए परिकल्पित मूल्य परिकल्पित मूल्य हम जिस परिकल्पित मूल्य का उपयोग करते हैं वह मूल रूप से एक ऐसी चीज है जिसकी हम तुलना करते हैं और यह मूल्य अवश्य है कुछ अतीत के रिकॉर्ड या पिछले अनुभव से हो सकते हैं इसलिए हम जानते हैं कि इसमें लोगों को कक्षा के एक वर्ग में आम तौर पर हम कहते हैं कि हमारे चारों ओर मार्केटिंग रिसर्च स्कोर 70 अंक है ठीक है तो अब यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पिछले रिकॉर्डों के कारण परिकल्पित किया है और अब जो भी हमने उस एक नमूने से गणना की है अब हम इस माध्य की तुलना परिकल्पित माध्य मान के साथ करेंगे तो हम तुलना करते हैं कि क्या है यह कहते हुए कि हम एक बड़े समूह से एक यादृच्छिक नमूना ठीक है और जनसंख्या ठीक है जनसंख्या मूल्य एक परिकल्पना मूल्य है दूसरा हम एक जनसंख्या के लिए एक नमूना सांख्यिकीय की तुलना करते हैं यह देखने के लिए पैरामीटर कि कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं इसलिए यह उन अध्ययनों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जैसे विनिर्माण उद्योगों में उद्योग जहाँ आप जानते हैं कि वे खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कुछ प्रकार के उत्पाद बना रहे हैं और वे उत्पादों की ताकत की जांच करना चाहते हैं इसलिए वे नमूना लेंगे और वे इसकी तुलना करेंगे फिर से पहले के कुछ मूल्य जो वे जानते हैं कि शेयर कम से कम 150 किलो तक लेने में सक्षम होना चाहिए वजन एक समय में लगता है अब जबकि 150 किलो कुछ ऐसा है जिसकी वे तुलना कर रहे हैं नमूना इस 150 किलो के खिलाफ ठीक है हम कहते हैं कि यह समस्या हम ले लिया है एक विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग पर ग्रेड मुद्रास्फीति का आरोप लगाया गया है जो वे आरोप लगाएंगे ग्रेड को बढ़ाना ग्रेड इसलिए शिक्षा की बड़ी कंपनियों में छात्रों की तुलना में जीपीए अधिक है सामान्य अब जिन लोगों ने शिक्षा को एक प्रमुख विषय के रूप में लिया है उन्होंने पाया है उच्च GPA सही है तो सामान्य रूप से सभी शिक्षा प्रमुखों के GPAs में छात्रों को होना चाहिए सभी छात्रों के GPA के साथ तुलना आम तौर पर होती है यदि आप देखते हैं तो हमें तुलना करनी होगी उन सभी लोगों के GPA जो शिक्षा को एक प्रमुख और गैर के रूप में पा रहे हैं और उनकी जाँच करें तो हज़ारों शिक्षा राज हैं हज़ारों विषय हैं जो हैं लोगों के पास बड़ी मात्रा में अधिकार हैं और जो कि साक्षात्कार के लिए बहुत अधिक है ऐसे पर काम करना बहुत मुश्किल है बड़ा नमूना ठीक है बड़े समूह सभी मजरों का साक्षात्कार किए बिना इसकी जांच कैसे की जा सकती है तो अगर आपके पास चल रहा है तो आपके पास लगभग हजार मेज़र या 1000 से अधिक मेज़र हैं फिर जाँच करना पूरी आबादी की जाँच करने जैसा है और यह समझदारी नहीं है और यह नहीं है समय और धन की वजह से सलाह दी जाती है कि ऐसी स्थिति में हम अब क्या करेंगे हमें पता है कि डेटा क्या कहता है सभी छात्रों के लिए औसत GPA का औसत सभी छात्रों के लिए GPA 27 है अब यह ठीक है जनसंख्या पैरामीटर का मतलब है कि जनसंख्या सांख्यिकीय ठीक है तो μ 27 यदि आप याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि told जनसंख्या के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चिन्ह प्रतीक है यदि आप इसे देखते हैं तो यह है सैंपल वैल्यू x बार या सैंपल का मतलब है सैंपल का मतलब उन लोगों से मतलब रखता है जो थे कुछ तरह की कुछ बड़ी कंपनियों की शिक्षा के अधिकार कुछ विषयों ने हमें इतिहास जैव प्रौद्योगिकी या कहें कुछ भी सही नमूना स्कोर होने के लिए पाया गया स्कोर वहाँ थे 3 माध्य नमूना मानक है विचलन एक जनसंख्या मानक विचलन है जिसे हम निरूपित करते हैं हम कहते हैं कि population ठीक है अभी यह नमूना मानक विचलन है 07 n 107 इसलिए उन्होंने 117 उम्मीदवारों को लिया है स्कोर के लिए उनका साक्षात्कार और वे परीक्षण ठीक करना चाहते थे सवाल यह है कि पैरामीटर के बीच एक अंतर है आबादी का मतलब है कि हम कहें और नमूना का मतलब है अगर मैं पूछ रहा हूं कि क्या जनसंख्या के मतलब और नमूने के बीच अंतर है मतलब हां या नहीं ऐसा करने के लिए कि हम जो कह रहे हैं अगर वहां मान लिया जाए तो अवशोषित अंतर हो सकता है एक अंतर है जिसे हम 3 2 7 मान रहे हैं लेकिन क्या यह अंतर वास्तव में वास्तव में है अंतर या यह है कि वहाँ एक मौका है कि संयोग से यह उन नमूनों द्वारा हुआ है जो हम हैं लिया तो एक अंतर है असली हम ठीक जांचना चाहते हैं अब यह कहना है कि नमूना का मतलब समान है क्योंकि जनसंख्या का मतलब दो संभावनाएं हैं दो संभावनाएं वास्तव में नमूना का मतलब वही है जो जनसंख्या का मतलब है कि इसका मतलब है केवल संयोग से ऐसा होता है समय अंतर तुच्छ है और यादृच्छिक मौका ठीक है या अंतर वास्तव में महत्वपूर्ण है अंतर वास्तविक है शिक्षा की बड़ी मात्राएं अलग हैं उन सभी छात्रों से जिसका अर्थ है कि जिन लोगों ने शिक्षा ली है वे कुछ शिक्षा की बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं इसका मतलब है कि उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वे वास्तव में अन्य छात्रों से अलग हैं जैसा कि मैंने कहा है कि यदि आपको याद है कि आपको पहले अशक्त और वैकल्पिक परिकल्पना की सवारी करनी है तो शून्य परिकल्पना क्या है यह अंतर यादृच्छिक मौका के कारण होता है इसलिए यह वहां बताता है कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है कि यह क्या कहता है कि जो कुछ भी हुआ है अगर वहाँ अंतर है 2 3 या कुछ ऐसा एक मौका ठीक होने के कारण होता है और इसके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है दो समूहों के नमूने और जनसंख्या इस मामले में हम कहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण भिन्न नहीं है आबादी के बीच का मतलब और नमूना सही है लेकिन एक शोधकर्ता के रूप में आप रुचि रखते हैं यह पता करें कि क्या आप ऐसा करने में रुचि रखते हैं अब हम यह देखने के लिए इच्छुक हैं कि कोई अंतर वास्तव में वास्तविक नहीं है अब इसका क्या मतलब है अब यह कहता है कि अंतर का मतलब है कि जनसंख्या का मतलब है के बीच का अंतर जनसंख्या और नमूना प्रकृति में महत्वपूर्ण है और इसलिए यदि आप दोनों स्पष्टीकरण देखते हैं सही नहीं हो सकता है दो संभावनाएं सही नहीं हो सकती हैं और एक ही समय में वैकल्पिक नहीं हो सकती हैं सच केवल एक या तो यह एक अंतर है या सांख्यिकीय अंतर ठीक नहीं है तो अब कौन सा सच है हम देखते हैं इसलिए यह मानकर कि अशक्त परिकल्पना सही है हम हमेशा हम पर आधारित शून्य परिकल्पना का परीक्षण करते हैं यद्यपि हम वैकल्पिक करने के लिए इच्छुक होंगे लेकिन हम अशक्त परिकल्पना की जाँच करेंगे क्या कह रहा है कि H0 सही है और सभी शिक्षा के नमूने का मतलब 3 होने की संभावना क्या है मेजर वास्तव में 27 का मतलब है दूसरे शब्दों में साधन के बीच का अंतर किसके कारण है यादृच्छिक मौका शून्य परिकल्पना सही अब संभावना क्या है अब वह लिया जाता है यदि इस अंतर से जुड़ी संभावना है 005 से कम अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं अब हमें याद रखना चाहिए कि मैंने आपको आखिरी में बताया था सत्र भी आप एक परिकल्पना को छोड़कर या कैसे अस्वीकार करते हैं इसलिए यदि मैंने कहा कि मान लें कि आप इसका पता लगा सकते हैं z मान अभी अगर आपको पता चला है कि z मान आप तालिका मूल्य के खिलाफ तुलना करते हैं अब किस मूल्य स्तर पर तालिका का मूल्य तय करना है कि आपको पहले क्यों अब पहले का फैसला करना है अब बात यह है कि क्या आप शुरू से ही उनके आत्मविश्वास के स्तर को तय नहीं करते हैं हम कहते हैं कि 95 या 99 तो शोधकर्ता अपना मन बदल सकता है यदि वह वांछित नहीं है नतीजा यह है कि यह हमेशा यह है कि आपको यह तय करना है कि इसे शुरुआत से ठीक करें z मान दो हमें कहते हैं कि 95 के लिए भी एक दो पूंछ परीक्षण और पूंछ परीक्षण के लिए कहा दोनों मान एक दो के लिए अलग होगा पूंछ परीक्षण हो सकता है कि प्रतिगमन भूमिकाएं दो छोरों को फैलाएं ताकि 95 पर यह 196 सही हो जाए यह क्षेत्र मूल रूप से है यदि आप इसे कैसे चेक करते हैं तो आप सामान्य वितरण के लिए जा सकते हैं तालिका और 0475 के मूल्य को देखो अब क्यों यह 0475 है अब 0475 x 2 मूल रूप से कुछ भी नहीं है 95 तो अगर मेरी दो पूंछ या 025 025 लेते हैं तो मैं 0475 यहाँ 0475 लेकिन अगर यह केवल एक ही है या एक पूंछ परीक्षण यह इस तरह से कुछ ठीक लगेगा कि यह पक्ष हो सकता है कि मैं नहीं हूं दिशा निर्देश प्राप्त करना मान लें कि मुझे बाईं ओर दिलचस्पी नहीं है मैं केवल सही में दिलचस्पी रखता हूं इसलिए अस्वीकृति झूठ होगी सभी 5 यहां ठीक हैं इसलिए यह भाग 05 है क्योंकि यह 045 है ऐसा करने के लिए यदि आप वक्र के नीचे क्षेत्र की जांच करना चाहते हैं तो यदि आप तालिका में 045 को देखते हैं वक्र या Z मान क्षमा के अंतर्गत क्षेत्र ढूंढेगा अभी 196 नहीं है यह केवल 164 ठीक है तो एक बार जब आप गणना कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि क्या यह स्वीकृति क्षेत्र सही है अब क्या आपकी मान इस कटऑफ मान या इस मान पर पड़ता है यदि यह इस तरफ गिर रहा है तो यह आपकी परिकल्पना है सही स्वीकार किया गया है लेकिन अगर यह कटऑफ वैल्यू से दूर इस तरफ कहीं गिर रहा है तो यह है ठीक है अस्वीकार कर दिया यह वही हैमैंने यह भी कहा कि अगर कोई चीज है जिसे P मान कहा जाता है तो अब P मान है पिछले सत्र में ही मैंने आपको बताया P मान प्रायिकता मान है यदि यह P मान आपके मामले में 005 से कम है तो यह P मान मूल रूप से यह क्या है एक चरम क्षेत्र या अन्य चरम छोरों पर आपके परिकलित मूल्य के मूल्य का मौका ठीक है इसलिए यदि यह 005 से कम है तो आप सही परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं यदि यह 005 से कम है यदि P मान 005 से कम है जिसे आप अस्वीकार करते हैं यदि यह 005 से कम है तो आप अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं परंतु मान लीजिए कि यह 95 आत्मविश्वास के स्तर पर 005 से अधिक है कृपया इसे याद रखें अगर यह 95 है तो यह है 99 मूल्य बदल जाएगा तब आप अशक्त परिकल्पना को सही मानेंगेअशक्त को स्वीकार करें इसलिए यह एक संभावना है तो क्या यह है गिरने की संभावना 5 के भीतर है या उससे कम है यदि यह कम है तो इसे ठीक मानें ठीक है जेसे कि अब हम इसे देखते हैं इसलिए मैं इस पर विचार नहीं कर रहा हूं इसलिए आपको मेरी गणना करनी होगी पहले से ही आपको सही बताया गया है यदि 05 से कम की गणना की गई z की संभावना पार हो जाएगी या 196 जैसा मैंने कहा अब यह है कि यह कट ऑफ वैल्यू को सही कैसे दिखता है इसलिए यह वह क्षेत्र है जहां आप बात कर रहे हैं हम बस ठीक बात कर रहे थे अब यह पाँच चरण हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे अब देखते हैं कि क्या किया गया है किया चलिए हम गणना पर चलते हैं अब Now 27 दूसरे शब्दों में शून्य परिकल्पना में हम कह रहे हैं कि जनसंख्या का अर्थ है और नमूना माध्य समान हैं ठीक है इसलिए कोई अंतर नहीं है ठीक है अब 117 का नमूना आता है जिस जनसंख्या का 27 का GPA है 27 और 3 के बीच का अंतर तुच्छ और है यादृच्छिक मौका के कारण यह वही है जिसे हमें ठीक साबित करना है और एक वैकल्पिक परिकल्पना क्या है अब μ 27 सही के बराबर नहीं है ठीक है अब हम इसे देखते हैं गणना अब वह क्या कर रहा है नमूना वितरण Z सही है अब ठीक है एक बात आपको करना है अब समझें कि क्या यह दो पूंछ वाला परीक्षण होगा या एक पूंछ वाला परीक्षण तो μ के बराबर है जनसंख्या या जनसंख्या के बराबर नहीं दो पूंछ वाले अधिकार होंगे क्योंकि यह इससे कम हो सकता है से बड़ा हो सकता है तो α से कम संभावना के साथ कोई अंतर दुर्लभ है और इसका कारण होगा हमें शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए ठीक है तो आइए हम उस सूत्र पर जाएं जो मैंने पहले ही इस सूत्र को कई बार Z के लिए किया है बड़े नमूने जो 100 से अधिक या बराबर हैं यदि जेड नमूना का मतलब है जनसंख्या का मतलब है मानक त्रुटि या σ theN पर एन नमूना आकार है इसलिए इसके माध्यम से भी आप गणना कर सकते हैं नमूना आकार जैसा कि मैंने पहले बताया था लेकिन मान लीजिए कि आपका नमूना विचलन ज्ञात नहीं है मान लीजिए कि नमूना विचलन मानक है जनसंख्या का विचलन उस स्थिति में ज्ञात नहीं है कि आपका सूत्र थोड़ा बदल जाएगा इसका मतलब है कि अगर आपके पास जनसंख्या मानक विचलन नहीं है तो आपको नमूना मानक विचलन लेना होगा और जब आप नमूना मानक विचलन लेते हैं जो 07 था अगर मुझे याद है तो मैं गलत नहीं हूं यह 07 था जिसे आपको n 1 अधिकार द्वारा n की स्वतंत्रता की एक डिग्री से विभाजित करना है you n N द्वारा n 1 सही है लेकिन यह एकमात्र बदलाव सही है अब इस मामले में हमें वापस जाने दें और देखें कि उसने क्या किया है इसलिए उसने जो परिकल्पना की है उसका परीक्षण करने के लिए 3 27 नमूने से विभाजित है क्योंकि आप इस मामले में आबादी के साथ हमारे मामले में नहीं जानते हैं हमें वापस जाना अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा मुझे लगता है कि मैं आपको ठीक दिखाता हूं इसलिए यदि आप देखते हैं कि हमने किया है जनसंख्या मानक विचलन नहीं है यह हमें नहीं दिया गया था हमारे पास नमूना सही था इसलिए हम इस ठीक का उपयोग कर रहे हैं इसलिए 11707 7117 1 462 में मूल्य कितना है अब यह 462 है जाहिर है कि हमारा 95 मूल्य 196 था तो 462 जाहिर है कि यह कहीं और यहीं होगा 462 तो अगर यह स्वचालित रूप से वहाँ है आप समझ सकते हैं कि यह अशक्त परिकल्पना है खारिज कर दिया जाएगा ठीक है अब प्राप्त Z स्कोर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विफल हो जाता है इसलिए हम H0 को अस्वीकार करते हैं यदि हो जहां सही हो 3 के नमूने के परिणाम की संभावना नहीं होगी इसलिए H0 गलत है और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए अब क्या निष्कर्ष शिक्षा की बड़ी कंपनियों में एक GPA है जो सामान्य से काफी अलग है छात्र शरीर इसलिए पहले की परिकल्पना ठीक थी शिक्षा की बड़ी कंपनियों के बीच कोई अंतर नहीं है और सामान्य छात्र लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ठीक है कोई अशक्त परिकल्पना नहीं है खारिज कर दिया और वास्तव में यह वही है जो हम चाहते थे कि अशक्त परिकल्पना को खारिज कर दिया जाना चाहिए और एक है दोनों समूहों के बीच अंतर ठीक है तो यह कैसे 462 की तरह दिखता है इसलिए यह 196 है तो हम कह रहे हैं कि यह यहां ठीक है इसलिए सारांश पहले से ही मैंने समझाया है कि शिक्षा का जीपी इससे काफी अलग है सामान्य शरीर तो यह ठीक है हम ऐसा करने जा रहे हैं इसलिए हमने इस 0 को अस्वीकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि मतभेद महत्वपूर्ण था ठीक है ठीक है अब यह अंगूठे का नियम है यदि परीक्षण स्टैटिक्स महत्वपूर्ण क्षेत्र α 05 में है तो यह ऊँचाई को अस्वीकार करने से परे है 0 अंतर है महत्वपूर्ण अधिकार यह माना जाता है कि यह उस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है जो 196 से 196 के बीच होता है अगर आपको याद है तो कृपया मुझे बताएं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें कभी यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास है अशक्त परिकल्पना को स्वीकार किया हम हमेशा कहते हैं कि हम अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहे हैं इसलिए समझें हमारे परीक्षण में अंतर हम आम तौर पर हम एक सामान्य के लिए कहते हैं कि आप व्याख्या को जानते हैं हम कहते हैं कि हम अशक्त को स्वीकार करते हैं परिकल्पना लेकिन यह गलत व्याख्या है हमें कहना चाहिए कि हम अशक्त को अस्वीकार करने में विफल हैं परिकल्पना तो यहाँ हम कहेंगे कि अगर 196 और 196 के बीच कुछ गिरता है तो हम कहेंगे यह अंतर महत्वपूर्ण नहीं है और यह केवल एक मौका है कि इस बार ऐसा हो ठीक है इसलिए यह छात्रों के छोटे नमूनों के लिए वितरण भी है मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि हमने सही किया है तो यह परीक्षण के लिए सूत्र है जो ऐसा है जो उस समय के समान था जब आप नहीं थे जनसंख्या मानक विचलन सही है इसलिए यह सब कुछ अन्य समस्याएं हैं जो मेरे पास हैं लाया गया लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे बाद में सही तरीके से कर सकते हैं अगली कक्षा में हो सकता है या कुछ और हम करेंगे इस सत्र को जारी रखें ठीक है इस सत्र के लिए धन्यवाद हम अगले सत्र में मिलेंगे जहां हम करेंगे जिस तरह से टी और जेड बस तैयार करेंगे और हम एक तीसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारे पास अब तक केवल दो से अधिक अधिकार हैं एक नमूने के साथ काम किया हम दो नमूना और अन्य चीजों को भी करने में सक्षम नहीं हैं अगले सत्र में जारी रखा जा सकता है इस उम्मीद से कि आप स्पष्टता रहे हैं कि क्या है वैकल्पिक क्या है और आप शून्य की जांच कैसे करते हैं इसलिए इसे आगे के सत्र में धन्यवाद